इस व्याख्यान में हम QSAR विश्लेषण के बारे में चर्चा करेंगे जो मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध है पिछली कक्षा में हमने वर्चुअल स्क्रीनिंग और विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा की अपने यौगिक यौगिकों के पूल से एक विशिष्ट संभावित यौगिकों को प्रदर्शित करने के लिए हमने क्या किया छात्र लिगेंड्स की लाइब्रेरी से हिट का चयन करें छात्र अणुओं के लाइब्रेरी में हिट की पहचान ठीक हमारे पास अणुओं का लाइब्रेरी है हम संभावित लीड यौगिकों की पहचान करते हैं हम सही कहेंगे कि वे लिगैंड के साथ साथ लक्ष्य के बीच फिट होंगे इसलिए हमने विभिन्न प्रकार के डॉकिंग के बारे में चर्चा की और फिर वर्चुअल स्क्रीनिंग के लिए पहले हमें प्रोटीन को विभिन्न पहलुओं के साथ साथ होमोलोजी मॉडलिंग के तहत तैयार करने की आवश्यकता है यदि संरचना उपलब्ध नहीं है और हमने विभिन्न संरचनाओं के लिए कुछ संरचनाओं का अनुकरण किया और लिगैंड के लिए हमने विभिन्न प्रकार के लिगेंड का विश्लेषण भी किया और हमने जो चार्जेज और अन्य अनुकूलन किए और हम गुणों की गणना करते हैं और फिर लिगेंड के गुणों से ज्ञात गतिविधियों के साथ सही गुणों की तुलना करते हैं और फिर अंत में हम यौगिकों को फ़िल्टर करते हैं हमने एक्टिविज़ और डिकॉय के साथ चयनित कंपाउंड्स के साथ यौगिकों की डॉकिंग वर्चुअल स्क्रीनिंग की यह देखने के लिए कि क्या क्टिविज़ की सही पहचान कर सकते हैं या डिकॉयज़ को सही तरीके से अस्वीकार कर सकते हैं फिर हम डॉकिंग स्कोर और ऊर्जा अधिकार से हम संभावित प्रमुख यौगिकों की पहचान करते हैं हमने फ़ार्माकोफ़ोर मॉडलिंग के बारे में भी चर्चा की और यह विशेष प्रोटीन की रचना पर आधारित है लिगैंड शायद क्यों बांध सकते हैं फिर हम यौगिकों की पहचान कर सकते हैं फिर प्रायोगिक सत्यापन के अधीन हैं फिर हम कहते हैं कि कुछ यौगिकों को उन्होंने दिखाया सही उदाहरण के लिए अच्छा सक्रियण 60 प्रतिशत से अधिक का निषेध इसलिए अब हमने डॉकिंग और स्क्रीनिंग के बारे में चर्चा की तो यह संभावित लीड यौगिक की पहचान के लिए एक और तरीका है मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध यह एक प्रकार का लिगैंड आधारित दृष्टिकोण है इसलिए यहां यदि आपके पास किसी विशेष लक्ष्य के लिए एक अलग लिगैंड है और यदि हमें गतिविधि पता है तो हम इन सूचनाओं का उपयोग इन लिगेंड्स के कुछ गुणों की पहचान करने के लिए करते हैं जो बिंडिंग संबंध या इन IC50 मूल्यों से संबंधित हो सकते हैं तो पहले आप प्रयोग से डेटा प्राप्त करें यहाँ यह प्रयोग से डेटा है तो हम इस जानकारी का उपयोग इस बिंडिंग संबंध या इस अवरोधक स्थिरांक का उपयोग करते हैं और देखते हैं कि क्या ये प्रायोगिक डेटा अधिकार किसी विशेष यौगिक के गुणों से संबंधित हैं यदि यह किसी भी यौगिक के साथ संबंधित हो सकता है तो फिर हम कम्प्यूटेशनल रूप से उपयोग करके कुछ मॉडल विकसित करते हैं तो यहाँ यह कम्प्यूटेशनल मॉडल कहता है कि डेटा फिट है तो हम नए यौगिकों की पहचान करने के लिए मॉडल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं सही और नए यौगिक फिर से सत्यापन के प्रयोगों पर वापस जाते हैं तो QSAR विश्लेषण के लिए मुख्य सिद्धांत या मुख्य पहलू यह है कि क्या हम लिगैंड्स भौतिक रासायनिक या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गुणों और अन्य के गुणों के संदर्भ में यौगिकों की जैविक गतिविधि की व्याख्या कर सकते हैं तो यह QSAR दृष्टिकोण है सही यह एक दवा के भौतिक रासायनिक गुणों की पहचान करने और मात्रा जानने का प्रयास करता है और क्या ये गुण समीकरणों के किसी भी सेट का उपयोग करके अपनी दवाओं की जैविक गतिविधि को प्रभावित कर सकते हैं रैखिक समीकरणों या गैर रैखिक समीकरणों के साथ जहां हम इन गुणों को जैविक गतिविधि biological activity से संबंधित कर सकते हैं तो इस गतिविधि और गुणों की स्थिरता की पहचान करने के लिए हम एक तरह के नियम निर्धारित कर सकते हैं और इन नए यौगिकों की गतिविधि का मूल्यांकन कर सकते हैं एक नए ज्ञात यौगिकों के साथ यदि आप कुछ नियम बनाते हैं तो हम नए यौगिकों की पहचान करने के लिए इन नियमों को अपना सकते हैं यह अनिवार्य रूप से आप देख सकते हैं कि जैविक गतिविधि में आणविक या विखंडन गुणों का एक कार्य है यदि आपके पास लिगैंड या तो अणु के गुण हैं जो एक आणविक के टुकड़े और सब कुछ का योग है या संपूर्ण या कहें तो आप देख सकते हैं कि लिगैंड के विभिन्न गुणों का एक फ़ंक्शन जैविक गतिविधियों की व्याख्या कर सकता है यह मुख्य रूप से सिद्धांत है QSAR के अध्ययन में उपयोग किया जाता है तो आपको क्यूएसएआर विश्लेषण की आवश्यकता क्यों है जैसा कि हम जानते हैं कि यदि आप कोई प्रयोग करना चाहते हैं तो यह एक समय लेने वाला है जिसमें बहुत अधिक मैन पावर शामिल है या यह बहुत महंगा है क्योंकि प्रत्येक रसायन हमें परीक्षण और त्रुटि विधि द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है और यह बहुत महंगा है तो इसके लिए पशु परीक्षणों की भी आवश्यकता है इसलिए यदि आप दो मिलियन यौगिकों से संभावित यौगिकों की पहचान कर सकते हैं और हम दस हजार यौगिकों की पहचान करते हैं तो हम सही प्रयोगों की संख्या कम कर सकते हैं इस मामले में इन यौगिकों की सही पहचान करने की दक्षता में वृद्धि हो सकती है और आप इस हरे रसायन को बढ़ावा दे सकते हैं कि प्रयोग से बचें ठीक यदि आप इन विट्रो और एक दवा की इन विवो शक्ति में देख सकते हैं तो यह उदाहरण के लिए विभिन्न कारकों के साथ भिन्न होता है आंतरिक प्रतिक्रिया और पानी में घुलनशीलता क्योंकि इसका बहुत घुलनशील अधिकार और रक्त मस्तिष्क बाधा को पारित करने की क्षमता और इतने पर इसलिए इन पहलुओं का अंतर व्यवहार यह संरचना के इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक गुणों के साथ भी जिम्मेदार है उदाहरण के लिए दवा की प्रतिक्रियाशीलता या घुलनशीलता या रक्त मस्तिष्क की बाधा और बहुत से अन्य गुणों को पारित करने की क्षमता जो इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक गुणों पर निर्भर करती है इस मामले में यदि आप इन गुणों को एक फ़ंक्शन के साथ संबंधित करते हैं तो इस मामले में आप बेहतर तरीके से एक मॉडल बना सकते हैं और यह मॉडल उपलब्ध लिगैंड अणुओं को कम करने में मददगार होगा तो यह QSAR के लिए कार्य प्रवाह है तो पहले QSAR विश्लेषण की आवश्यकताएं क्या हैं लेकिन डॉकिंग का मामला क्या हैं छात्र प्रोटीन हमें प्रोटीन की आवश्यकता है और हमें इसकी आवश्यकता है छात्र लिगैंड Ligand तो हम इसे डॉक करेंगे लेकिन यहां पहले हमें ligands के संग्रह की आवश्यकता है हम उदाहरण के लिए ज्ञात प्रयोगात्मक डेटा के साथ कर सकते हैं मैंने ChEMBL या टिंबल डेटाबेस का उपयोग किया है सही यह प्रायोगिक एफिनिटी डेटा या अवरोध निरंतर प्रदान करेगा विभिन्न लक्ष्यों के संबंध में कई लिगेंड हैं सही तो आप किसी भी विशिष्ट लक्ष्य का उपयोग कर सकते हैं आप एक विशिष्ट प्रोटीन को लक्षित करने के लिए सभी लिगेंड प्राप्त कर सकते हैं क्या एक पक्ष है और दूसरे पक्ष को हमें वर्णनकर्ताओं के अधिकार की आवश्यकता है विभिन्न विवरणकर्ता हैं जिन्हें हम उदाहरण के लिए परिभाषित कर सकते हैं अणु भार हाइड्रोजन बांड डोनर एक्सेप्टर सही कई विशेषताएं जिन्हें आप चुन सकते हैं तो या तो आप ज्ञात यौगिकों का उपयोग कर सकते हैं और सुविधाओं को विकसित कर सकते हैं या पैडल डिस्क्रिप्टर नामक एक प्रोग्राम है यदि आप कंपाउंड देते हैं तो यह प्रदान करेगा यह सात सौ से आठ सौ फीचर्स देगा जो कि एक फीचर देगा फिर ये इतनी सारी विशेषताएं दोहराई जाती हैं इस मामले में आपको सुविधा चयन विधि का उपयोग करना है या तो उद्देश्य चयन या व्यक्तिपरक सुविधा चयन आप जिन विषयों को देख सकते हैं उनमें कई गुण हैं जो एक दूसरे से संबंधित हैं इस मामले में आप गुणों को छोड़ने के लिए सहसंबंध गुणांक दृष्टिकोण का उपयोग कर सकते हैं यदि वे उदाहरण के लिए एक उच्च सहसंबंध रखते हैं तो 09 या अधिक से अधिक कहें यह सही है इसी तरह हम ऑब्जेक्टिव फीचर का चयन कर सकते हैं और यदि कभी कभी हमें पता चलता है कि कुछ गुण महत्वपूर्ण हैं इस मामले में हमें मॉडल को फिट करने के लिए इन गुणों को रखने की आवश्यकता है जिसे व्यक्तिपरक सुविधा चयन कहा जाता है तो आप अपने मॉडल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण सुविधाओं का चयन करने के लिए दोनों तरीके से कर सकते हैं और एक बार जब हम सुविधाओं का चयन कर लेते हैं तो हम मॉडल का निर्माण करते हैं आपके मॉडल का निर्माण करने के लिए कई तरीके हैं या तो मल्टीप्ल प्रतिगमन विश्लेषण हैं या आप गैर रैखिक मॉडल विकसित कर सकते हैं जो प्रायोगिक IC50 मूल्यों से संबंधित है आप डेटाबेस से प्लस इन गुणों को प्राप्त कर सकते हैं हमें मॉडल को सही सत्यापित करने की आवश्यकता है इसलिए जैकनाइफ टेस्ट का उपयोग करना या आप किसी भी ब्लाइंड परीक्षण सेट का उपयोग करके देख सकते हैं कि क्या यह किसी भी नए यौगिक की गतिविधि का मज़बूती से अनुमान लगा सकता है इसलिए मैंने कुछ डेटाबेस के बारे में चर्चा की है जिनके बारे में मैंने पहले ही उल्लेख किया है कई डेटाबेस ऐसे हैं जिनमें लिगेंड्स का रिकॉर्ड होता है और उनमें से कुछ एफिनिटी वाले डेटा या निरोधात्मक स्थिर डेटा के साथ होते हैं उदाहरण के लिए ChEMBEL केमबेल के पास 10000 से अधिक लक्ष्य हैं सही और लक्ष्य एक मिलियन से अधिक लक्ष्य रिकॉर्ड रीड करता है सही इसके अलावा उनके पास गतिविधि का अधिकार 13 मिलियन है उन्होंने विस्तृत साहित्य खोज की क्योंकि डेटाबेस में लगभग 60000 प्रकाशन शामिल थे तो यह वेबसाइट है यह एक डेटाबेस chembl है chembl सही आप इन डेटाबेस का उपयोग कर सकते हैं और आपके पास डेटा प्राप्त करने के लिए विभिन्न विकल्प हैं उदाहरण के लिए आप लिगैंड के साथ खोज कर सकते हैं लक्ष्य को सही से खोज सकते हैं और साथ ही आप उन अनुमोदित दवाओं से भी खोज सकते हैं जिन्हें आप भी खोज सकते हैं तो आप डेटा को खोज सकते हैं या आप डेटा का योगदान कर सकते हैं या आप फीडबैक भी दे सकते हैं और वे इस विशेष डेटाबेस से सभी अलग अलग जानकारी भी सही दे सकते हैं वे कुछ विशिष्ट बीमारियों पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं उदाहरण के लिए मलेरिया की दवाएं तो विशेष रूप से ड्रग्स जो उन्होंने इस मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया था तो हम इस जानकारी का उपयोग अपने लिगेंड्स को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और कौन सी दवाओं और कौन से यौगिकों का उपयोग विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता है या उन्हें दवा संबंधी अणुओं के रूप में पहचाना जाता है या यह लक्ष्य के संबंध में गतिविधि दे सकता है तो आप एक chembl डेटाबेस से डेटा का एक सेट प्राप्त कर सकते हैं तो एक और एक को टिंबल डेटाबेस कहा जाता है यहां भी हम लक्ष्य के आधार पर विभिन्न लिगेंड प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए ट्यूबिलिन I सही ट्यूबिलिन सर्च का उपयोग करता है सही तो ये विभिन्न लिगेंड सही हैं जो इस ट्यूबिलिन से संबंधित हैं तो वे ट्यूबुलिन के साथ इंटरैक्टकरते हैं तो आप बिंडिंग मोड और बिंडिंग साइट के साथ साथ इन सभी छोटे अणुओं के लिए सटीक डेटा भी जान सकते हैं इसी तरह बहुत कम डेटाबेस उपलब्ध हैं कभी कभी उनके पास ये प्रयोगात्मक डेटा होते हैं कभी कभी उनके पास छोटे अणुओं के बारे में जानकारी होती है जब प्रोटीन डेटा बैंक आप ligands के साथ प्रोटीन पर कई काम्प्लेक्स संरचनाओं को देख सकते हैं तो वहाँ आप किसी भी विशिष्ट प्रोटीन के संबंध में सभी लिगेंड के लिए बंधन की विधि प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सही तरीके से समझ सकें कि लिगैंड विशेष प्रोटीन के साथ कैसे संपर्क करते हैं कुछ उदाहरण जिन्हें आप देख सकते हैं जिंक डेटाबेस यह लगभग 35 मिलियन यौगिक है अब यह सही बढ़ रहा है तो 22 मिलियन यौगिकों की जांच करें और 45000 संरचनाओं और केमबेल के बारे में चीनी औषधीय यौगिकों के लिए यह डेटाबेस एक बिंदु सात मिलियन और विशेष रूप से और मलेरिया के लिए उनके पास 371000 igands का डेटा है इसलिए हम विभिन्न पहलुओं पर लिगेंड के डेटा को इकट्ठा करने के लिए विभिन्न डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर सकते हैं या तो लिगैंड संरचनाएं या हम बाइंडिंग एफिनिटी या निरोधात्मक स्थिरांक पर लिगैंड्स या प्रयोगात्मक डेटा के विभिन्न गुण प्राप्त कर सकते हैं या आप बाइंडिंग मोड को ठीक से देख सकते हैं कि लिगैंड विशेष प्रोटीन अधिकार के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है इसलिए इन सूचनाओं का उपयोग करते हुए हमारे पास लिगेंड्स हैं आप विभिन्न गुणों को प्राप्त कर सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण गुण हैं जैसे कि हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी हम लिपिंस्की के 5 के नियम lipinski's rule of 5 के बारे में चर्चा करेंगे लिपिंस्की के 5 का नियम क्या है छात्र आणविक भार आण्विक वजन 500 से कम छात्र 5 से कम हाइड्रोजन बांड डोनर हाइड्रोजन बांड डोनर छात्र 5 से कम हाइड्रोजन बांड डोनर 5 से कम छात्र एक्सेप्टर हाइड्रोजन एक्सेप्टर 10 से कम और लॉग पी log p छात्र 5 से 5 से कम सही विभाजन गुणांक 5 से कम है तो इसी तरह आप विभिन्न गुणों को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं उदाहरण के लिए आणविक भार हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या एक्सेप्टर रोटेटेबल बॉन्ड की संख्या सही और हाइड्रोफोबिसिटी ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो प्रोटीन के साथ लिगैंड से संबंधित हो सकती हैं क्योंकि लक्ष्य प्रोटीन के मामले में आप विभिन्न अमीनो एसिड अवशेषों को देख सकते हैं जिनकी वे अलग अलग विशेषताएं हैं इसलिए वे विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन सही करने के लिए हैं उदाहरण के लिए वे हाइड्रोजन बांड बना सकते हैं यदि डोनर प्रोटीन पक्ष सही है तो लिगैंड पक्ष यदि अक्सेप्टर है तो वे सहीइंटरैक्ट करने की उच्च प्रवृत्ति रखेंगे रोटेटेबल बॉन्ड की संख्या यह विभिन्न कन्फोर्मशन बना सकती है जो कि कन्फोर्मशन के आधार पर लिगैंड को बताती है कि वे कैसे इंटरैक्ट कर सकते हैं फिर गुहा के आकार पर निर्भर करता है कि लिगंड बांध सकता है या नहीं यह एक कारण है कि हमने गुहा के आधार पर आणविक भार के बारे में सही विचार किया है तो फिर हाइड्रोफोबिसिटी प्रोटीन पक्ष में हाइड्रोफोबिक समूहों के साथ सही तो हमें इन इंटरैक्ट करने के लिए लिगैंड पक्ष में हाइड्रोफोबिक पक्ष श्रृंखलाओं की आवश्यकता होती है तो इसी तरह आप विभिन्न गुणों को प्राप्त कर सकते हैं और आप व्यक्तिपरक चयन के साथ साथ उद्देश्य चयन अधिकार के आधार पर चयन कर सकते हैं संगणना के आधार पर आप समानताओं की गणना कर सकते हैं और आप महत्वपूर्ण गुण विषय का उपयोग कर सकते हैं या चयन कर सकते हैं फिर प्रायोगिक डेटा कैसे प्राप्त करें उनके पास विभिन्न प्रयोगात्मक तकनीकें हैं जिनका उपयोग IC50 प्राप्त करने के लिए किया जाता है एक कार्यात्मक प्रतिपक्षी परख है तो आप किसी भी प्रतिपक्षी के लिए सही IC50 मान प्राप्त कर सकते हैं डोज़ प्रतिक्रिया वक्र से एगोनिस्ट के अधिकतम जैविक प्रतिक्रिया के आधे को रोकने के लिए आवश्यक कुछ एकाग्रता का निर्धारण करके फिर डोज़ प्रतिक्रिया वक्र प्राप्त करें और फिर आप देख सकते हैं कि आधे से अधिकतम जीवविज्ञान प्रतिक्रिया को बाधित करने के लिए आपको कितनी एकाग्रता की आवश्यकता होती है इसी तरह उदाहरण के लिए एक और assays है प्रतिस्पर्धी बिंडिंग परख यहां आप इस किसी भी रेडियो लिगैंड की एक भी एकाग्रता देख सकते हैं जो आमतौर पर हर परख ट्यूब में एक एगोनिस्ट होता है फिर आप विशिष्ट बंधन का निर्धारण करते हैं रेडियो लिगैंड का प्रतिस्पर्धा गैर रेडियोएक्टिव कंपाउंड्स की उपस्थिति में आमतौर पर प्रतिपक्षी होते हैं फिर पोटेंसी को मापने के लिए एक बैलेंस होता है राइट फिर आप कॉम्पिटिशन कर्व्स को देख सकते हैं वहीं फिट दिखने के लिए लॉजिस्टिक फंक्शन जैसे कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल करके फिट किया जा सकता है तो IC50 मूल्यों को प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों से आप प्रतिस्पर्धी बंधन assays का उपयोग कर सकते हैं या आप कार्यात्मक प्रतिपक्षी assays देख सकते हैं मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कैसे प्राप्त करें तो यहाँ यह एक वक्र है यहाँ एक्स अक्ष कंसंट्रेशन है यह कंसंट्रेशन है और वाई अक्ष निषेध है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह 98 प्रतिशत अधिकतम अवरोध है तो आप वक्र को देख सकते हैं जैसे कि यह एक सामान्य वक्र है जिसे हम निषेध के लिए प्राप्त करेंगे यह अलग एकाग्रता है तो यदि आप सबसे कम एक पर जाते हैं तो न्यूनतम अवरोध 10629 है तो हम 50 प्रतिशत अधिकतम निषेधाज्ञा प्राप्त करते हैं क्यों IC50 का उल्लेख है क्योंकि हमें निषेध और व्यवहार्यता के बीच संतुलन होना चाहिए यही कारण है कि हम 50 प्रतिशत निषेध लेते है इसलिए हम निषेध के 50 प्रतिशत की गणना करते हैं तो ये अंतर का अधिकतम 9876 सही ऋण 50 प्रतिशत है कि वे कितने अवरोध हैं अंतर 98 माइनस 10 है यह अधिकतम 98 है न्यूनतम 10 है अंतर है तो अधिकतम से हम पाते हैं कि यह अंतर का 50 प्रतिशत है जो आपको 5469 को निषेध का अधिकार देगा तब हम इस 5469 प्रतिशत के साथ जाते हैं इसलिए अगर हम यहां देखें तो यह वह जगह है जहां हम वक्र को छूते हैं तो यह कंसंट्रेशन यह कंसंट्रेशन है यह लगभग 10 है यह 12869 के बराबर है तो यह जाना हम आईसी 50 मान प्राप्त करते हैं तो इस यौगिक के लिए आईसी 50 मूल्य 12869 है अगर हम लॉग वैल्यू लेते हैं तो यह एक बिंदु कुछ होगा इसलिए यदि हम निषेध के साथ कंसंट्रेशन से संबंधित देखते हैं तो आपको विभिन्न कंसंट्रेशन पर अधिकतम एकाग्रता अवरोध और न्यूनतम अवरोध प्राप्त होता है और इस जानकारी का उपयोग करके हम अधिकतम निषेध का 50 प्रतिशत अधिकार प्राप्त कर सकते हैं तो 50 प्रतिशत के लिए 50 प्रतिशत से संबंधित कंसंट्रेशन क्या है कि आप यह देख सकते हैं कि यह विशेष यौगिक के लिए IC50 का मान होगा इसलिए प्रायोगिक तौर पर हम जानते हैं कि अलग अलग सही का उपयोग करना तो अब हमारे पास ये प्रयोगात्मक मूल्य प्रयोगात्मक डेटा हैं इसलिए हमें इन कम्प्यूटेशनल मॉडल के साथ संबंधित होना चाहिए तो इस मामले में हमारे पास आयामीता के आधार पर विभिन्न प्रकार के QSAR मॉडल हो सकते हैं आप 1D QSAR 2D QSAR 3D QSAR इत्यादि को 1D QSAR देख सकते हैं इसलिए हम इन अणुओं के कुछ वैश्विक गुणों के साथ उदाहरण के लिए सहसंबंधित कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि पीकेए हम केवल एक मान को कर सकते हैं सही जो लॉगप या अलग अलग गुण हैं इसलिए यहां आपको एक आयाम के बाद से केवल एक मान मिलेगा इसे 1D QSAR कहा जाता है जब आप 2D QSAR के साथ जाते हैं तो हम एक कदम आगे जाते हैं इस मामले में आप कनेक्टिविटी को सही देखते हैं तो आप पैटर्न देखते हैं और इंटरैक्ट कैसे जुड़ी हुई है तो आप आपको कनेक्टिविटी देते हैं यह आपको 2 डी QSAR देगा जब आप वास्तव में इस विशेष स्थिति के आसपास के विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन के लिए आसपास के वातावरण को सही मानते हैं फिर आप एक 3 डी QSAR के साथ जा सकते हैं फिर इसके साथ ही आप लिगेंड कॉन्फ़िगरेशन या ईंदुसेड फिट मॉडल देख सकते हैं या आप सॉल्वेंट मॉडल सॉल्वेशन मॉडल का उपयोग कर सकते हैं तो तदनुसार आप कम्पलेक्सिटी को बढ़ा सकते हैं ताकि QSAR के विभिन्न आयामों के निर्माण के लिए मुख्यतः आप इसे देख सकते है 2D QSAR 3D QSAR आमतौर पर इस 1D QSAR के साथ मॉडल के विकास में उपयोग कर सकते हैं तो यहां आप देख सकते हैं कि वे मॉडल को सही तरीके से कैसे विकसित करते हैं इसलिए उदाहरण के लिए यदि आप एक अलग आणविक संरचना देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह 1D सही 1D QSAR मॉडल है क्योंकि हम विशेष रूप से मौजूद परमाणुओं के आधार पर इन विशिष्ट यौगिकों का उपयोग करके कुछ गुण प्राप्त कर सकते हैं फिर दूसरा हम कनेक्टिविटी देखते हैं तो कौन सा अवशेष किस परमाणु से जुड़ा है किस स्थिति में है तो यहाँ ये 2D QSAR को मिलेगा फिर यदि हम 3 डी संरचना के स्तर पर जाते हैं तो पड़ोसी वर्तमान आसपास के अवशेष क्या हैं और इन विभिन्न परमाणुओं के बीच कैसे बातचीत होती है यह जानकारी हम देते हैं तो हम 3 डी QSAR जाते हैं इसलिए विभिन्न अणु विवरणकर्ता हैं उदाहरण के लिए सही इलेक्ट्रॉनिक गुण हाइड्रोफोबिक गुण घुलनशीलता पैरामीटर और स्टेरिक पैरामीटर इसलिए वहाँ टोपोलॉजिकल पैरामीटर हैं सही इसलिए विभिन्न पैरामीटर हम इस 1 डी जानकारी या 2 डी जानकारी या 3 डी जानकारी से प्राप्त करते हैं इसलिए एक बार जब हम डिस्क्रिप्टर को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें डेटा सेट द्वारा डेटा को प्रीप्रोसेस करने की आवश्यकता होती है ठीक है या आपको एक विसंगति डेटा सेट चाहिए सही या हमें डेटा को ठीक करने की आवश्यकता है तो डेटा को सामान्य करें यदि यह एक विस्तृत श्रृंखला है डेटा को सामान्य करें फिर हमें सुविधा चयन की आवश्यकता है इसलिए और देखें कि कोई भी और विशेषताएं आउट लेयर्स वगैरह हैं एक बार ये सभी प्रीप्रोसेसिंग उसी समय करें जब हमारे पास विवरणकर्ता होते हैं ठीक फिर हमें इसे कुछ प्रकार की तकनीकों जैसे सांख्यिकीय तरीकों या मशीन सीखने की तकनीकों के लिए करने की आवश्यकता है सही उदाहरण के लिए एक मल्टीप्ल प्रतिगमन तकनीक या वेक्टर मशीन न्यूरल नेटवर्क का समर्थन इसलिए जब हम इसे किसी भी विधि को काम मै लेते हैं तो आप सही मूल्यांकन कर सकते हैं कि हमारे पास प्रयोगात्मक डेटा के लिए मान हैं और हमारे पास QSAR मॉडल है सही आप मानों की गणना करने के लिए किसी भी मॉडल का उपयोग करते हैं तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या मॉडल हो सकता है सही ढंग से यह किसी भी नए यौगिकों के मूल्यों की भविष्यवाणी करता है किसी भी IC50 को ठीक है या यह कोई भी गतिविधि देखें और r का उपयोग करें ठीक है यह IC50 के मूल्यों के बीच सहसंबंध गुणांक को कहता है इसलिए यदि आपके पास IC50 की भविष्यवाणी बनाम प्रायोगिक है तो आप सहसंबंध की गणना कर सकते हैं कि वे कैसे फिट हो सकते हैं या आप माध्य वर्ग त्रुटि की गणना कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वास्तविक मान कितना सही है या पूर्वानुमानित मूल्य वास्तविक मूल्यों से विचलित हैं जिन्हें आप देख सकते हैं इससे आप देख सकते हैं कि यह मॉडल अच्छी तरह से फिट बैठता है या नहीं यह एक उदाहरण है यह लगभग सही फिट है हम इस तरह के फिट की उम्मीद नहीं करते हैं जो मैं हमेशा लिखता हूं लेकिन अगर आप को लगता है की पर्याप्त हैं तो क्या आप प्रायोगिक के साथ साथ पूर्वानुमानित गतिविधियों के बीच एक अच्छा फिट पाने में सक्षम होंगे ठीक है अब विवरण को समझाएँ कि यह कैसे करना है तो हम आणविक विवरणकों के लिए जाते हैं तो आणविक विवरणकों से आपका क्या तात्पर्य है छात्र संपत्ति ये संख्यात्मक मूल्य हैं फिर संपत्ति मूल्य संख्यात्मक मूल्य हैं जो विभिन्न प्रकार के गुणों में अणुओं के गुणों की विशेषता रखते हैं उदाहरण के लिए कुछ गुण जो आप सही माप सकते हैं घनत्व आप माप सकते हैं यदि आपके पास यौगिक और पीकेए और अपवर्तक सूचकांक हैं और हम माप गुणों के कुछ गुणों को देख सकते हैं कुछ गुण जो आप उदाहरण के लिए गणना कर सकते हैं सतह क्षेत्र वैन डेर वाल्स सतह क्षेत्र अधिक अपवर्तकता है इन सभी गुणों को आप गणना कर सकते हैं फिर विभिन्न प्रकार के गुण होते हैं जैसे रासायनिक गुण या जैविक गुण आंतरिक गुण हैं उदाहरण के लिए रासायनिक गुण आप पीके लॉग पी घुलनशीलता और इतने पर देख सकते हैं जैविक गुणों में विषाक्तता गतिविधियों और इतने पर और इस क्षेत्र पर चार्ज वितरण पोलर सतह क्षेत्र polar surface area आणविक भार जैसे आंतरिक गुण तो आप किसी भी लिगैंड रासायनिक गुणों और जैविक गुणों के आंतरिक गुणों को देख सकते हैं तो आपके पास जैविक रासायनिक और आंतरिक गुण हो सकते हैं तो फिर आप कुछ गणना किए गए गुणों को भी प्राप्त कर सकते हैं और उनमें से कुछ में आपके पास मापा गुण हो सकते हैं फिर हम इन डिस्क्रिप्टर को अलग अलग समूहों में देख सकते हैं जैसे आप कह सकते हैं कि ज्योमेट्री डिस्क्रिप्टर हो सकते हैं या आपके पास टोपोलॉजिकल डिस्क्रिप्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिप्टर हो सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप 3 डी पहलू को देखते हैंइनरसिआ का क्षण आता है जैसे कि हमने पहले की गणना के क्षण में चर्चा की थी 3 डी संरचनाओं से जड़ता और सही सतह क्षेत्र सुलभ सतह क्षेत्र कैसे प्राप्त करें इसके बजाय एक पानी के अणु को रोल करने के लिए जिसके लिए परमाणु सुलभ है आप यह प्राप्त कर सकते हैं आप उन्हें जानकारी के लिए प्राप्त कर सकते हैं फिर आप कुछ प्रकार के ग्राफ़ भी प्राप्त कर सकते हैं यह कुछ नोड्स हैं जहां उनके पास अलग अलग प्रोटीन या आणविक इंटरैक्ट होती है और कुछ सही समायोजित होते हैं तो उदाहरण के लिए यह आइसोपेंटेन है यह सीएच 3 सीएच 3 है और सीएच 2 यह ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकता है ठीक तो आप देख सकते हैं कि यह एक नोड है और आप देख सकते हैं कि कुछ किनारे हैं सही जो वे रेखांकन का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं फिर भी आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक गुण प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि ये गुण गतिविधि को परिभाषित करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं तो आप ऊर्जा मानचित्र प्राप्त कर सकते हैं आप उनमें से कुछ को अधिक हरा देख सकते हैं वे सुलभ हैं और लाल एक अधिकार जो उच्च ऊर्जा प्रणाली वाले हैं तो आप विभिन्न प्रकार के आणविक कक्षीय ऊर्जाओं को देख सकते हैं और गति के प्रकार आप किसी भी यौगिक के लिए गणना कर सकते हैं ये सही हैं आपको गणना करने के लिए अवधारणा को समझने की आवश्यकता है मैं कुछ मापदंडों की व्याख्या करूँगा कि कैसे गणना करें और यदि आपके पास है यह सॉफ्टवेयर आप स्वचालित रूप से आप सभी गुण दे सकते हैं यदि आप स्माइल प्रारूप में अपना कंपाउंड सही देते हैं या आप अपने आप ही स्ट्रक्चर फॉर्मूला दे सकते हैं सही तो आप एक विशेष लिगैंड के संबंध में सभी जानकारी देंगे राइट तो अब अगर हमारे पास ये डेटा हैं और सभी गुणों की सही गणना करते हैं तो विश्वसनीय QSAR मॉडल के अधिकार के लिए हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि डेटा उच्च गुणवत्ता के हैं इसलिए इस मामले में हमें डेटा को प्रीप्रोसेस करने की आवश्यकता है यह सुनिश्चित करने के लिए कि डेटा उच्च गुणवत्ता वाले हैं वे परीक्षण करने योग्य हैं और डेटा का कोई दोहराव नहीं है राइट और सभी डेटा जो किसी भी विशिष्ट यौगिकों के लिए विशिष्ट रूप से समान हैं विशिष्ट लक्ष्य के संबंध में सही तो आपको सभी डेटा की जांच करने की आवश्यकता है यह डेटा की सफाई बहुत महत्वपूर्ण है सही सभी डेटा की जांच करें और देखें कि क्या कोई डेटा गायब हैं यौगिक ज्ञात संरचनाओं के साथ सही एक ज्ञात हैं और प्रायोगिक डेटा को विश्वसनीय रूप से प्राप्त सभी जानकारी सही है इकट्ठा करना है फिर हमें परिवर्तन डेटा परिवर्तन को बदलने की आवश्यकता है यह एक अलग गुण है और फिर इन गुणों से आपको प्रत्येक अणु के लिए सुविधाओं का चयन करने की आवश्यकता है फिर इस डेटा को कैसे प्राप्त किया जाए कभी कभी कुछ त्रुटि और विसंगतियां लापता डेटा या अपूर्ण डेटा कभी कभी अमान्य वर्ण होते हैं यदि उपलब्ध हैं तो आप निकालना चाहते हैं दूसरी स्वीकृति में आपको अतिरेक को हटाने की आवश्यकता है यदि यौगिकों की सूची में समान जानकारी उपलब्ध है तो हमें अतिरेक को सही से हटाने और अनावश्यक अतिरेक को समाप्त करने की आवश्यकता है पहले से ही हमने प्रोटीन अनुक्रमों के मामले में अतिरेक को हटाने के बारे में चर्चा की और इसी तरह प्रोटीन संरचनाओं ने भी लिगेंड्स पर चर्चा की हमने सही चर्चा की कि लिगेंड्स में अतिरेक को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाता है छात्र tanimoto तनिमोटो गुणांक सही कल हम चर्चा करते हैं इसलिए हमारे पास एक अलग समूह है और प्रत्येक समूह के अधिकार के लिए हम देखते हैं कि क्या इस प्रकार का उदाहरण है रिंग रिंग कंपाउंड एक में उपलब्ध है और कंपाउंड दो सही है अगर यह दोनों उपलब्ध है तो एक डाल दें इसी तरह हम विभिन्न मापदंडों के लिए करते हैं और हम इसका उपयोग कंपन को प्लस बी प्लस सी दाएं से ठीक करने के लिए करते हैं तो यदि यह 50 प्रतिशत से अधिक है सही तो आप देख सकते हैं कि वे निरर्थक हैं किसी भी ligands के समूह के लिए अतिरेक को दूर करने की आवश्यकता है फिर दूसरा उदाहरण हमें डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने की आवश्यकता है क्या डेटा की परिवर्तनशीलता सही है या नहीं रेंज में परिवर्तनशीलता का एक बड़ा सौदा मौजूद है और प्रत्येक वेरिएबल का डेटा सेट है सही आपको वेरिएबल डेटा को जितना संभव हो सके रखने के लिए हमें एक बार वैरिएबल को नहीं निकालना चाहिए और क्या हमारा मॉडल इन सभी लिगैंड को अलग अलग निरोधात्मक कांस्टेंट के साथ पहचान सकता है जो बहुत महत्वपूर्ण है फिर यह कैसे करें कि आप किसी प्रकार के सामान्यीकरण या मानकीकरण का उपयोग करके संभाल सकते हैं कभी कभी आप वेरिएबल बहुत अधिक मूल्य विचलन देखते हैं तो आप सामान्यीकरण का उपयोग कर सकते हैं कुछ डेटा मानकीकरण प्रक्रियाएं हैं ताकि आप एक विशिष्ट श्रेणी को देख सकें सही और फिर आप डेटा को संभाल सकें QSAR के अध्ययन में उदाहरण के लिए अधिकांश अवरोधक स्थिरांक सही होते हैं वे मिलीली मोलर या माइक्रो मोलर या नैनो मोलर से होते हैं तो इस पैमाने के लघुगणक को उस स्थिति में लें जब हम विशिष्ट श्रेणी में एक मानकीकृत मान हो सकते हैं और हम आपके डेटासेट में लगभग सभी लिगेंड्स को समायोजित कर सकते हैं फिर अगला चरण फीचर चयन है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके मॉडल में आपके द्वारा चुनी गई विशेषताएं क्या हैं जो आपको अपने मॉडल की विश्वसनीयता प्रदान करेंगी क्योंकि यदि आप सही गलत सुविधाओं का चयन करते हैं तो आप डेटा को पुन पेश कर सकते हैं लेकिन आप के साथ जाते हैं वास्तविक परीक्षण सेट या नया डेटा इस मामले में आपका तरीका विफल हो जाएगा इसलिए आपको सुविधा के चयन के बारे में सावधान रहना होगा कम से कम अपने विशेष परिसर की गतिविधि की व्याख्या करनी चाहिए इसलिए यदि हम फीचर का चयन करते हैं तो कुछ फीचर को लें यही वह जगह है जहाँ हमें व्यक्तिपरक चयन की आवश्यकता है यदि आपको हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर या हाइड्रोजन बॉन्ड अक्सेप्टर की आवश्यकता है तो हाइड्रोफोबिसिटी सही है या आणविक भार ये विशेषताएं लिगैंड की संपत्ति को समझाने उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक डेटा सेट है तो 150 1500 वेरिएबल केवल तभी हो सकते हैं यदि उनमें से 15 प्रासंगिक प्रासंगिक हैं ठीकहै इसलिए हमें केवल प्रासंगिक जानकारी लेने की जरूरत है यहाँ हमारे पास मूल सुविधा यहाँ सेट है तो सबसे पहले हमें सबसेट की जरूरत है इस मूल सुविधाओं से हम सबसेट प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी उम्मीदवार सबसेट से हम सुविधाओं का सही मूल्यांकन करते हैं और यदि यह आपकी गतिविधि के आंकड़ों को अच्छी तरह से समझाता है तो इसके साथ जाता है इन चयनित सबसेट यदि वापस नहीं जाते हैं और उन्हें मिलता है कि एक और सबसेट उत्पन्न करते हैं और जिस सब्मिट से आप अभ्यर्थी इकट्ठा करते हैं और फिर मूल्यांकन करते हैं कि क्या यह गतिविधि को समझाने में सक्षम हो सकता है और फिर यदि हाँ तो चयनित लोगों को जाएं या फिर से दोहराएं जब तक कि आप संतुष्ट न हों सुविधाओं के चयन के साथ ही प्रयोगात्मक डेटा के साथ संबंध है तो अब हम सुविधाओं को सेट कर सकते हैं सही फिर हमें एक मॉडल बनाने की आवश्यकता है